स्वागत हे आज हम बौद्धिक संपदा अधिकारों और संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे आइए आज की चर्चा पर एक नज़र डालें इस मॉड्यूल आज कैसे प्रबंधित किया जाता है इत्यादि हम आज पेटेंट के रूप में क्या संरक्षित किया जा सकता है हम औद्योगिक डिजाइन की आवश्यकता क्यों है इसलिए पहले हम विचार करने जा रहे हैं कि बौद्धिक संपदा क्या है इसलिए बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जो मानव बुद्धि का अभिन्न अंग है और यह मुख्य रूप से कॉपीराइट नैतिक अधिकारों और अनुचित प्रतिस्पर्धा के खिलाफ अधिकारों को कवर करता है बौद्धिक संपदा की अलग अलग श्रेणियां हैं और हम उन्हें यहाँ पर देखने जा रहे हैं जैसे कि विभिन्न श्रेणियां क्या हैं इसे 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है एक औद्योगिक संपत्ति है जिसमें मुख्य रूप से आविष्कार ट्रेडमार्क जैसे साहित्यिक कार्यों को कवर करता है अब हम बौद्धिक संपदा में शामिल संचालन की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे तो परिचालन श्रृंखला में सृजन नवाचार व्यावसायीकरण संरक्षण और कार्यान्वयन शामिल हैं निर्माण वह है और एक नए उत्पाद के साथ आ रहा है बौद्धिक संपदा और अधिकारों के लिए हर कदम महत्वपूर्ण है और यही सुरक्षा है इसलिए जब हम निर्माण की बात करते हैं यह नवाचार के साथ एक नया उत्पाद है कुछ ऐसा जो पहले नहीं देखा गया है व्यावसायीकरण जो निष्पादन और बिक्री के लिए उपलब्ध है तो आप पैसे या इससे लाभ कमा सकते हैं संरक्षण कानून के तहत सूचीबद्ध है और प्रवर्तन जो कानून के अनुसार नकल या चोरी नहीं किया जा सकता है तो हम बौद्धिक संपदा के बारे में इतने चिंतित क्यों थे और इसकी रक्षा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है चूंकि यह एक अजेय संपत्ति है हम अब चर्चा करेंगे कि बौद्धिक संपदा क्यों अचल संपत्ति है इसलिए टेन्जबल आदि अचल संपत्ति एक ऐसी चीज है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है जिसे आसानी से आवंटित किया जा सकता है और यह कि प्रतिकृति की लागत नगण्य है इन दो चीजों के कारण इसे आसानी से आवंटित किया जा सकता है और प्रतिकृति की लागत नगण्य है इस अमूर्त संपत्ति की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण है जो बौद्धिक संपदा की तरह ही अमूर्त है तो इस टेन्जबल के निर्माण में हमेशा उच्च व्यय होता है इसमें उच्च अनुसंधान गतिविधियों को शामिल किया गया है ताकि मुक्त सवारी की समस्याओं से बचा जा सके जैसे मुफ्त में दूसरों द्वारा खुद की संपत्ति का उपयोग वफादार अनुयायियों को बनाए रखना और ग्रे मार्केट में मुझे भी प्रकार की रचनाओं को रोकना और मुनाफे को बनाए रखना इसमें हम विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदा को देखते हैं पेटेंट हम बाद की स्लाइड्स में प्रत्येक के अर्थ और प्रत्येक के विवरण पर चर्चा करेंगे हम पेटेंट एक आविष्कार उत्पाद या प्रक्रिया के लिए एक विशेषाधिकार है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या यह एक समस्या के लिए एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है तो यह क्या है नया शब्द यहां महत्वपूर्ण है यह प्रदान करता है यह एक आविष्कार एक उत्पाद या एक प्रक्रिया के लिए दिया जाता है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या यह एक समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है पेटेंट आवश्यक हैं हां यकीनन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे अपनी रचनात्मकता को पहचानते हैं और व्यक्तियों को विशेषाधिकार और पुरस्कार देते हैं और उन्हें आम जनता के लाभ के लिए नए विपणन नवाचारों के साथ आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ये पेटेंट को शून्य और शून्य घोषित कर सकती हैं इसलिए अगर यह पता चला है कि मैं एक पेटेंट है जिसे बाद में रद्द किया जा सकता है पेटेंट मालिकों को कुछ निश्चित अधिकार देता है इसलिए उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि पेटेंट का वर्तमान मालिक अब मालिक नहीं है और सार्वजनिक डोमेन दूसरों को आविष्कार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं इसमें नए आयाम जोड़ सकते हैं और शोध कर सकते हैं और इसे सुधार सकते हैं अब हमारे दैनिक जीवन में पेटेंट की तरह हमारे सिर के ऊपर पंखे की छत को पेटेंट कराया जा सकता है जैसे यह इलेक्ट्रिक लाइटिंग में साझा करने की आवश्यकता है इसका उपयोग अन्य लोगों को रचनात्मकता और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के लिए करें यह भी किया जा सकता है अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सभी आविष्कारों को पेटेंट की रक्षा कर सकता है इसलिए इसे पहले व्यावहारिक उपयोग के लिए रखा जाना चाहिए दूसरा कुछ नया होना चाहिए तीसरा नई विशेषताएं होनी चाहिए जो वर्तमान ज्ञान का हिस्सा नहीं हैं कई देशों में वैज्ञानिक सिद्धांत पौधों या जानवरों की प्रजातियों के गणितीय तरीके प्राकृतिक पदार्थों की खोज वाणिज्यिक तरीकों और चिकित्सा उपचार के तरीकों की नकल भी नहीं की जाती है क्योंकि अगर हम इस चर्चा से समझते हैं जैसे यदि इसे पेटेंट नहीं होते हैं आगे हम ट्रेडमार्क द्वारा निर्मित या प्रदान की गई कुछ वस्तुओं या सेवाओं की पहचान करता है यह आपको मिलने वाली मोहर की तरह है इसकी उत्पत्ति प्राचीन काल में देखी जा सकती है जहां बुनकरों या कारीगरों ने हस्ताक्षर किए या कला के अपने कार्यों पर टिप्पणी की जो इसे एक मोहर देता है जैसे यह मेरे द्वारा बनाया गया था वर्तमान परिदृश्य में इन निशानों को ट्रेडमार्क के आधार पर किसी उत्पाद को पहचानने और खरीदने की अनुमति देता है अब ट्रेडमार्क के माध्यम से जाते हैं जाहिर है हम मालिकों को जान रहे हैं और यह भुगतान करता है इसलिए ट्रेडमार्क से खराब गुणवत्ता का हो सकता है अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सभी को ट्रेडमार्क हो सकता है यह रंग और दिखाई न देने वाले के संकेत हो सकता है जैसे कि ध्वनि गंध या परीक्षण तो ये आईएसओ प्रमाणपत्र जैसी विभिन्न चीजें हो सकती हैं जिन्हें ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है तो ट्रेडमार्क के आधार पर इन संगठनों से क्या अपेक्षा की जाती है अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम ट्रेडमार्क के मालिक को दिए गए हैं लागू नहीं किए जा सकते इसलिए एक ट्रेडमार्क नहीं कर रहे हैं तो यह दूसरे को दिया जाता है अगला हम औद्योगिक डिजाइन आकार रंग या 2 आयामी विशेषताएं शामिल हैं औद्योगिक डिजाइन मुख्य रूप से एक लेख के सजावटी या सौंदर्यवादी पहलू पर केंद्रित है क्या बचाया जा सकता है जैसे कि औद्योगिक डिजाइन के रूप में क्या बचाया जा सकता है नया होना चाहिए जैसे इसे उस डिज़ाइन से अलग किया जाना चाहिए जो पहले से सुरक्षित है और इसे नॉन फंक्शनल किया जाना चाहिए इसलिए औद्योगिक डिजाइन अवधारणाएं हैं यह एक और था और हम इसके बारे में उलझन में हैं कि कुछ ठीक धागे थे ठीक रेखाएं जो परिभाषित करती हैं कि यदि यह मामला है तो आप इसके लिए जाते हैं ऐसी ही एक चीज है औद्योगिक डिजाइन किया जा सकता है फिर औद्योगिक डिजाइनों की अनधिकृत नकल के खिलाफ एक विशेष अधिकार का आश्वासन दिया जाता है यह मालिकों को निवेश पर उचित वापसी का आश्वासन देने में मदद करता है यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और ईमानदार व्यवसाय प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है यह रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके डिजाइन चोरी नहीं होंगे इसलिए अगर हम चोरी की चीजों से डरते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपने विचारों को उसके पूर्ण रूप में व्यक्त करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन जब इस रचनात्मकता और इन सौंदर्य पहलुओं के संरक्षण के लिए दिया जाता है और शायद छोटी चीजें जो इन चीजों के लायक हैं तो यह रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है अगला कौन सा औद्योगिक डिजाइन में जिनमें नवीनता का एक तत्व है या नया है इसका मतलब है कि वे उन डिज़ाइनों से मेल नहीं खाते हैं जो पहले से सुरक्षित हैं आम तौर पर दी गई सुरक्षा की अवधि पांच साल होती है ज्यादातर मामलों में नवीकरण की संभावना पंदरा साल तक होती है अगला हम भौगोलिक संकेतों के बारे में बात करेंगे भौगोलिक संकेत वे संकेत हैं जो सामानों को डिजाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जो किसी विशेष विचार किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष स्थान के लिए अच्छे की संगति है हम विवरणों के बारे में बात करेंगे हम यह चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि यह प्रतिलिपि ट्रेडमार्क के विवरण और वैश्विक बौद्धिक संपदा के संगठन पर चर्चा करेंगे Thank you धन्यवाद